शुभ संध्या और आप सभी का इस नए पाठ्यक्रम में स्वागत है जो आज से कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी पर शुरू हो रहा है तो कोशिका संवर्धन नाम जब भी आता है अधिकतर लोग पहली बार महसूस करते है कि यह एक प्रयोगशाला प्रशिक्षण या एक तरह की तकनीक है जिसका उपयोग अधिकांश प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने अंतःपृष्ठीय क्षेत्र जीव विज्ञान रसायन विज्ञान पर्यावरण विज्ञान पर काम किया था और अन्य सभी संबद्ध क्षेत्र हो सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए चयापचय विज्ञान तो यह सिर्फ एक सरल तकनीक है जो कि अधिकतर लोग समझते हैं जैसाकि आप जानते हैं कोशिकाएं जिन्हें कृत्रिम या कम से कम सृजित किए वातावरण में संवर्धित करते हैं यही वह है जो आम लोग या जब आप किसी भी स्नातक किए हुए छात्र या स्नातक कर रहे छात्र से पूछते हैं तो वह यही जवाब देंगे क्यों हम वास्तव में इस क्षेत्र पर एक पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए और हकीक़त में जब मैंने इस कोर्स को जारी किया तो लोगों का मानना है कि यह एक व्यावहारिक प्रशिक्षण है उसे वास्तव में आप कैसे अलग रूप में प्रस्तुत करेंगे जो ज्यादातर व्यावहारिक प्रशिक्षण है जो कि लोग एक कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला में करते हैं इसलिए मेरे लिए इसे जारी भर रखना हालांकि नाम केवल कोशिका संवर्धन है लेकिन इसके पीछे एक सिद्धांत है पूरी बात कुछ बुनियादी नियम हैं और इसके अलावा इसमें विज्ञान और कला की प्रचुर मात्रा शामिल है और यदि कोई है जो कोशिका संवर्धन करना चाहता है या कोशिका संवर्धन को सीखना चाहता है इन बुनियादी सिद्धांत या प्रतिमान या मील के पत्थरों का मूल्यांकन करें तभी यह किसी व्यक्ति के लिए प्रायोगिक समस्याओं की बेहतर रचना करना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करना आसान होगा वे कितना आगे जा सकते हैं उदाहरण के लिए कहें गणित में कई तकनीकें हैं सही है या भौतिकी में कई तकनीकें हैं इसी तरह रसायन विज्ञान में कई तकनीकें हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक लेकिन हमारे पास पाठ्यक्रम हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीछे मूल तर्क चाहे वह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे वह एफटीआईआर हो चाहे वह एनएमआर हो यदि आप वह सब जानते हैं कम से कम मूल बातें तभी अपनी समस्या को जान पाते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का या उदाहरण के लिए कह सकते हैं क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह कई गणितीय माध्यम जैसे कि सांख्यिकी हैं ये उपकरण हैं लेकिन यदि आप इन माध्यमों और उपकरणों की उत्पत्ति और उपकरणों की शक्ति को जानते हैं तो यह आपको बहुत समझदार बनने में और हमारी प्रायोगिक रचना करने में आपकी मदद करेगा इसी तरह कोशिका संवर्धन एक साधन है लेकिन साधन जिसकी यात्रा यदि आप पीछे देखते हैं तो अब 100 साल से अधिक पुरानी है और कुछ सीमित किताबें हैं आप उनमें से कुछ को देखेंगे मैंने पहले ही जैसा उल्लेख किया है Refer Time 0411 कोशिका संवर्धन पुस्तिकाएं या कुछ अन्य पुस्तकें जैसे गोरसलाइन बैंकर न्यूरल सेल कल्चर बुक और गिबको इनविट्रोजेनर जैसी कंपनियों द्वारा प्रकाशित मैनुअल हैं वर्तमान में जिसे जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकियों के रूप में जाना जाता है और वे वास्तव में अच्छी मार्गदर्शक हैं लेकिन एक बात जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस की है वह यह है कि कहीं न कहीं ये किताबें कमोबेश एक प्रोटोकॉल बुक की तरह हैं लेकिन कोशिका संवर्धन के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोटोकॉल है निश्चित रूप से इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रोटोकॉल की तरह ही संचालित है बिल्कुल जैसा कि आणविक जीव विज्ञान Refer Time 0501 एक मैनुअल में यहां तक कि आप इसके माध्यम से जा सकते हैं लेकिन अभी भी आणविक जीव विज्ञान एक ऐसा एक विषय है जिसमें रासायनिक तार्किकता की जबर्दस्त मात्रा है और जब तक आप यह मान नहीं लेते कि आप एक आँख मूंदे व्यक्ति की तरह काम कर रहे होंगे यह ठीक वैसा है जो कोशिका संवर्धन में होता है जैसे कि मेरे युवा छात्र या युवा उत्साही स्नातक या स्नातकोत्तर में करते हैं बस गले से उतारते है कि तकनीकी रूप से सिर्फ इसका अनुसरण करना है बिना तर्क और उपयुक्तता को समझे बिना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इसके पीछे मूल कारण क्या है तो इस पाठ्यक्रम में हम क्या करेंगे निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे हम तकनीकों के बारे में बात करेंगे लेकिन ज्यादातर हम इसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और जो हमें आगे ले जाते हैं और जो संभव विकल्प हैं कुछ अस्पष्टीकरण हैं जैसा कि मैंने बस कुछ मिनट पहले उल्लेख किया है कोशिका संवर्धन का इतिहास अब 100 साल से अधिक पुराना है और यदि आप पीछे दिखते हैं यदि आप एक अच्छे इतिहासकार हैं या आप वैज्ञानिक इतिहास में रुचि रखते हैं यदि आप सबसे पहले के शोध लेख को देखते हैं जो कम से कम हमारे लिए उपलब्ध था जोकि इस क्षेत्र में 1908 से 1912 तक के आसपास प्रकाशित हुए थे यह इतना पुराना है कि पहले विश्व युद्ध की तुलना में भी पहले का पहला विश्व युद्ध सन उन्नीस सौ चौदह में शुरू हुआ ठीक तो यह हैरिसन का शोध लेख था अग्रणीओं में से एक और उन्होंने पहली बार क्या किया उन्होंने एक कर्तोतक अथवा एक्सप्लांट को व्याख्खित किया एक्सप्लांट का अर्थ कुछ प्राणी प्रणालियों शरीर या उत्पत्ति स्थल अथवा मैट्रिक्स का हिस्सा है और एक मैट्रिक्स का होना बहुत दिलचस्प बात थी यह एक मकड़जाल था जिसे वह नहीं जानते थे कि इसे कहां विकसित करें इसलिए अगर हम इस समस्या का समाधान करते हैं जो कि वह वो करना चाह रहे थे लेकिन इससे पहले कि हम कुछ वापस से करने की कोशिश करें थोड़ा पीछे चलते हैं तो यदि यह क्षेत्र जिसके प्रकाशन का पहला भाग लगभग 117 साल पहले आया तब हम सबसे ज्यादा क्या करने की कोशिश करेंगे हम 100 वर्षों के इस पूरे इतिहास का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है कैसे चीजों को आगे बढ़ाया गया है और यह हमें कहां ले जा सकती है तो वहाँ महत्वपूर्ण बिंदु थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो कक्षाओं में हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि हम क्रमवार पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ इस तरह से मुझे यह अंदाजा होगा कि अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो कहां जाएं यदि आप कालक्रम नहीं जानते हैं यह कैसे आगे बढ़ा तो एक सूत्र बनाना बहुत कठिन है कि अगली ऐतिहासिक उपलब्धि क्या होगी जो वहां आने वाली है तो एक तरफ जैसे मैं जब मैंने आज व्याख्यान शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि यह कुछ लोगों के लिए एक तकनीक के रूप में उपयोग किया जाता है फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन और समय या सर्वस्व इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए खोज करने या विकसित करने में समर्पित किया है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 18 वीं शताब्दी में थोड़ा पीछे जाएं जब कोशिकीय सिद्धांत दिया गया था तो इन सिद्धांतों में से एक था Refer Time 0907 जिसका अर्थ है कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है यहाँ मैं बस थोड़ा सा समय लूँगा Refer Time 0916 आपके लिए पाठ्यक्रम का शीर्षक कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी है और इन महत्वपूर्ण 40 व्याख्यानो की अगली श्रृंखला में हम विशेष रूप से प्राणी कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे यह सिर्फ आपके संदर्भ के लिए है हम यहां पौधों की कोशिकाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत विविध हो जाएगा हम केवल प्राणी कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे तो कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी आप इसे ब्रैकेट में प्राणी कोशिकाएं लिख सकते हैं और निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के प्राणियों के बारे में बात करेंगे हम माइलिन कोशिकाओं से शुरू कर रहे हैं यहां तक कि मानव कोशिका संवर्धन से लेकर स्तनधारी कोशिकाओं जैसे मूषको चुहियों की यहां तक उभयचरों से निचले क्रम के जीव जैसे मछलियों तक यह विस्तार की सीमा है जो समाहित करेगा कि वापस से मूल बुनियाद कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में हमारी प्रत्येक कोशिका पिछली कोशिका से जन्म लेती है अगर यह सच है तो क्या हम इस प्राकृतिक प्रणाली के बाहर यह काम कर सकते हैं इसका क्या तात्पर्य है इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए इन पर आप जानते हैं कि अधिचर्म अथवा एपिडर्मल कोशिकाएं पूरे त्वचा पर बढ़ती हैं मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो जो मैं विक्षेदित करके निकालूंगा एक छोटा सा ऊतक होगा तो आप सभी संरचना के बारे में जानते हैं आपके पास एक सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के कोशिका समूह हैं इन्हें ऊतक कहा जाता है मैं एक ऊतक लेता हूं तो प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से एक जोड़ने वाले मैट्रिक्स द्वारा चिपकी रहती हैं मैं जोड़ने वाले मैट्रिक्स का विघटन करूं तो जो मैंने पाया वह अलग हुई कोशिकाएं हैं और यदि मैं किसी कोशिका को प्राकृतिक प्रणाली से बाहर ले जाता हूं तो अब शरीर का कोई भाग नहीं है और इसे कहीं और प्लेट करते हैं यह उसी तरह से व्यवहार करेगी जैसा कि यह मेरे शरीर में होने पर करती यह समझ में आता है मुझे आप को समझाने के लिए इसे अभी आलेखित करने दें तो हम शुरू करते हैं इसलिए हमारी कोशिका संवर्धन तकनीक और हम प्राणी कोशिकाओं के साथ कार्य करेंगे जैसा कि मैंने विशेष रूप से प्राणी कोशिकाओं के उल्लेख किए हैं और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वह उदाहरण के लिए एक जंतु से होगा मैं एक ऊतक को अलग या विच्छेदित करता हूं जब एक बार मैं ऊतक को विच्छेदित कर देता हूं तो यह कुछ इस तरह होगा उदाहरण के लिए यह कोशिकाओं का एक पुंज है जिसे मैंने अलग किया है अब एक बार जब मैं इसे अलग कर देता हूं तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं या तो मैं उन्हें विकसित करता हूं जैसा कि यह है जिसे हम प्रणाली के बाहर का कहेंगे जो अब तक यह सब इन विवो था वैसे यह एक शब्द है जो इसके लिए उपयोग किया जाता है कि यदि आप सीधे जंतुओं के शरीर प्रणाली के अंदर अध्ययन करते हैं तो इसे इन विवो कहा जाता है जबकि अभी मेरे पास इन विट्रो अवस्था है जो प्रणाली के बाहर है अब मैं सीधे ऊतक के इस टुकड़े को विकसित करता हूं शरीर के बाहर ऊतक का समूचा खंड बढ़ रहा है उस स्थिति में मैं इसे टिशू कल्चर अथवा ऊतक संवर्धन कहूँगा बेशक यदि यह एक विभाजक कोशिका है तो मैं इस आशा से अपेक्षा करुंगा कि इससे एक ऊतक संर्वधित डिश में ये पुरानी कोशिकाएं होंगी जो मौजूद हैं और जिनका विकास ओमनी सेल्यूले के सिद्धांत 'कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है' द्वारा चल रहा है तो मुझे नई कोशिकाओं का विकास देखने को मिलेगा जो मैंने लाल रंग में दिखाया है तो वहाँ विभाजन होगा और एक व्यापक संरचना का निर्माण होगा ठीक है ये लाल रंग वाले हैं जो प्रणाली के बाहर बढ़ रहे हैं जो मैं क्या करता हूं मैं इस ऊतक को विच्छेदित करता हूं और मैं एक दूसरे तरीके का पालन करता हूं जहां मैं ऊतक को एकल कोशिका निलंबन में पृथक करता हूं उसका क्या तात्पर्य है उसका मतलब है मुझे निलंबन बनाने दे इसलिए मेरे पास यह ऊतक है यहां मूल ऊतक है जो मैंने एक जंतु से निकाला है तो यह ऊतक कोशिका पूंज जैसा है और इसमें से हर एक कोशिका एक दूसरे को स्थिरता देती हैं जहां मैं ये छोटे छोटे लाल निशान लगा रहा हूं ये अतिरिक्त कौशिकीय मैट्रिक्स या सीमेंटिंग पदार्थ हैं जो इन कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपकाए रखने का प्रयास करती हैं अब मैं क्या करूँ कि मैं किसी प्रकार का एक एंजाइम या किसी प्रकार की प्रणाली लूं जिसके द्वारा मैं उन सीमेंटिंग पदार्थों को भंग पाऊं या तोड़ दूं इसलिए मैं यह शुरू करता हूं इसलिए मैं एक यौगिक को किसी रूप में मिला देता हूं जो उन्हें प्रभावहीन करना शुरू कर देगा इसलिए एक बार इस सीमेंटिंग पदार्थ को भंग कर दिया जाए तो जो मैं पीछे छोडूंगा वह इसके बाद मैं इसे लिखता हूं कोशिका सीमेंटिंग पदार्थ और मैं इस बिंदु पर अभी किसी भी तकनीकी शब्दावली का परिचय नहीं दे रहा हूं हम बाद में सभी कोशिका सीमेंटिंग पदार्थों पर वापस आएंगे और तो ये कोशिकाओं के सीमेंटिंग पदार्थ को भंग करने वाले यौगिक हैं उसके बाद हमें जो मिल रहा होगा वह इस तरह की एकल कोशिका निलंबन है जो अब एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं वे निलंबन हैं और यही वह शब्द है जिसका उपयोग मैंने पिछली स्लाइड में किया था एकल कोशिका निलंबन तो इसे एकल कोशिका निलंबन अथवा सिंगल सेल सस्पेंशन कहा जाता है अब यदि इस एकल कोशिका निलंबन को विकसित होने के लिए एक सही वातावरण दिया जाए उदाहरण के लिए एक दिन में कहीं कम और मुझे इस जटिलता का समावेश करने दें मुझे यह पूरा करने दे फिर मैं इस जटिलता का सूत्रपात करूंगा कि यह क्या है और मैं कहां रुका हूं अगर मैं इन्हें कृत्रिम वातावरण में विकसित होने देता हूं और वे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि वे इस तरह से विभाजित होने में सक्षम हो तो यह हरा रंग विभाजन दिखा रहा है जो कि पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से कोशिका के उत्पन्न होने वाले तथ्य ओमनी सेल्यूल कहानी को सिद्ध कर रहा है अब दूसरी स्थिति जो मैंने आपको बताई उसे कोशिका संवर्धन कहा जाता है पहला एक ऊतक संवर्धन है दूसरे को कोशिका संवर्धन कहा जाता है इसलिए इन 2 शब्दों का साहित्यिक सामग्रियों में बहुत ही विरोधाभास के साथ उपयोग किया जाएगा क्योंकि जब हैरिसन मैंने आपको बताया था कि सन 1903 हैरिसन द्वारा पहला शोध पत्र जब हैरिसन ने वास्तव में काम किया था हैरिसन ने जो कुछ किया वह एक ऊतक संवर्धन की तरह था जिसे उन्होंने एक एक्सप्लांट के रूप में लिया यही कारण है कि इसे एक एक्सप्लांट कहा जाता है उन्होंने एक एक्सप्लांट्स या ऊतक का हिस्सा लिया और इसे मकड़ी के जाले पर उगाया तो यह बात थी मुझे लगता है कि यह एक तंत्रिका ऊतक था और यह तंत्रिका कोशिका शलाका के विस्तार को दर्शाता है तंत्रिका कोशिका प्रक्रम मकड़ी के जाल के रेशों के समानांतर बढ़ रही हैं तो अनिवार्य रूप से जो शब्द गढ़ा गया था वह ऊतक संवर्धन था लेकिन समय के साथ हम ज्यादातर कोशिका संवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि इन सभी चीजों के लिए अलग अलग शब्द हैं जब आप एक कोशिका से शुरुआत करते हैं तो आप इसे कोशिका पुंज या ऊतक बनाने की गुंजाइश देते हैं एक अगला स्तर है यदि आप ऊतक को तीन आयामों में बढ़ने देते हैं जिसे प्लांट कहा जाता है तो कुछ समय बाद लोगों को सीधे एक्सप्लांट्स मिल जाते हैं इसलिए यहां हम एक अलग स्तर पर काम करेंगे तो इसके साथ शुरू करने के लिए जबकि पाठ्यक्रम का शीर्षक कोशिका संवर्धन है मैंने आपसे कहा था यह पूरी तरह से कोशिका संवर्धन है लेकिन हम कोशिका संवर्धन से लेकर के ऊतक संवर्धन व इसके प्लांट संवर्धन तक को पूरे विस्तार से शामिल करेंगे उन सभी चीजों को जो हम समाविष्ट करेंगे लेकिन मूल बातों के लिए यह आपको बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और अब हम 21 वीं सदी में हैं इसलिए आपको लगे भी क्योंकि यह गलत नहीं है फिर भी गलत का उपयोग नहीं करना चाहिए यह सिर्फ भ्रम है इसलिए सही शब्दावली का उपयोग करना बेहतर है मैं क्या कर रहा हूं मैं कोशिका संवर्धन कर रहा हूं क्या मैं ऊतक संवर्धन कर रहा हूं क्या मैं एक्सप्लांट्स संवर्धन कर रहा हूं यह आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए किसी भी अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए अब वापस आते हैं अगर यह ओमनी सेल्यूले सेल्यूले है कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है जब रूडोल्फ वर्च्यू ने यह प्रस्तावित किया तो यह सेल सिद्धांत के मूल नियमों का हिस्सा था अब सवाल यह है कि वास्तव में यहाँ क्या है जब मैं उसका रेखा चित्र बनाता हूं हां पहले से मौजूद कोशिका से मुझे एक और कोशिका ज़रूर मिल रही है क्षमा करें मेरा मतलब यहाँ है यहाँ से हाँ निश्चित रूप से इस हरे रंग की कोशिका से यह नई कोशिका है अब सवाल यह है कि यह नई कोशिका जो पहले से मौजूद कोशिका से बनी है उसकी अपने मूल जनक से कितनी समानता है इसलिए यदि यह मूल जनक है तो यह मूल कोशिका है यह मूल कोशिका है और यह सन्तति कोशिका है हां वे समान दिखती हैं लेकिन क्या वे वास्तव में संरचना के संदर्भ में समान हैं इसलिए अगर मुझे इन दोनों के बीच तुलना करनी है तो मैं जो तुलना कर रहा होऊंगा वह संरचना और कार्य दोनों की केवल यही नहीं कि उनकी संरचना और कार्य उनके इन विवो समकक्ष में समान हैं इन विवो समकक्ष क्या है यहां इन कोशिकाओं के लिए कहा गया है उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां थोड़ा और जोड़ दूं जैसे कि आप जानते हैं कि क्या मैं यहां कोशिका संवर्धन के बारे में बात करता हूं अगर ऊतक के बजाय इसकी अलग अलग कोशिकाएं जोकि बढ़ रही हैं और अगर ये अगली पीढ़ी को बना रही हैं तो ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं के परिग्रह हैं ये कोशिकाएँ इन कोशिकाओं के गुणधर्मो में समान हैं अगर यह होता है तो काल्पनिक रूप से दो विकल्प हैं एक वे सभी एक तरह का व्यवहार करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार मतलब उनके विभिन्न प्रोटीनों के सभी अभिव्यक्ति प्रालेख अन्य सभी मापदंड समान हैं या प्रणाली के बाहर हैं क्योंकि जब वे प्रणाली के अंदर होते हैं तो कोई भी कोशिका जो यहां बढ़ रही है वह रक्त वाहिकाओं के संपर्क में होती है वह अन्य ऊतकों के संपर्क में होती है यह अनगिनत चीजों के संपर्क में है लेकिन जिस क्षण मैं इस हिस्से या शरीर के किसी भी हिस्से को ले जाता हूं और इसे प्रणाली के बाहर विकसित करता हूं यह एक पूरी तरह से अलग वातावरण में होता है यह पूरी तरह से कृत्रिम पूरी तरह से अलग चीज है यह बहुत अधिक झंझट वाले हालात कर सकता है जोकि यह शरीर के अंदर नहीं कर सकता उदाहरण के लिए कहें एक कोशिका जो यहाँ विकसित हो रही है यह कई मानकों के सामान्य नियंत्रण में है यह उनके अपने आप से किसी तरह की उद्वृद्धि या कुछ और हो सकता है लेकिन समान कोशिका एक संभावना है यदि मैं इसे ले जाऊं और इसे बाहर विकसित करूं तो यह एक कैंसर कोशिका की तरह व्यवहार करे यह किसी और प्रकार से व्यवहार कर सकती है जिसका हमें कोई सूत्र भी ना मिले क्योंकि इसके विकसित होने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए कितना करीब है जब हम कुछ प्रणाली के बाहर बढ़ा रहे हैं हम इन विवो परिस्थितियों के कितने निकट हैं क्योंकि वही बहुत सारी चीजें निर्धारित करेगा कि आप अपनी तकनीक आधारित प्रायोगिक विवेचना के उपयोग से क्या व्याख्या कर रहे हैं आप अतिरिक्त विनम्रता से दावा करें कि यह वही है जो एक जंतु में हो रहा है यह पूरी तरह से निर्भर करेगा कि ये दोनों सिस्टम कितने करीब हैं अगर वे पर्याप्त रूप से पास नहीं हैं तो वे कितने दूर हैं ऐसा उदाहरण के लिए कहें अब हम यहीं पर रुकते हैं तो अगली कक्षा में क्या करेंगे हम रेखांकित करना शुरू करेंगे कि यह कोशिकाएं अपनी समकक्ष इन विवो कोशिकाओं के कितने करीब हैं तो यहां अपने पहले व्याख्यान का समापन करते हैं और हम अगले भाग पर जाएँगे जहाँ हम इस समानता पर चर्चा करेंगे और हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सभी वास्तविक चुनौतियाँ कहाँ निहित हैं धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद